इसलिए अब तक हमने वक्रों का अध्ययन किया फिर हमने डेटा बिंदुओं का अध्ययन किया जो उत्पन्न होते हैं और उस डेटा बिंदुओं से हम इन वक्रों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिन चीजों का गणितीय रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है उन्हें सिंथेटिक वक्र कहा जाता है तो वक्रों को दो में विभाजित किया जा सकता है एक विश्लेषणात्मक और दूसरा सिंथेटिक है विश्लेषणात्मक साधन जहां उपलब्ध समीकरण की स्पष्ट परिभाषा है इसलिए जब समीकरण की कोई स्पष्ट परिभाषा उपलब्ध नहीं है तो हम सिंथेटिक वक्र के लिए जाते हैं डेटा दर्ज करना आसान है और डिज़ाइन किए जाने वाले वक्र की निरंतरता को नियंत्रित करना आसान है वक्र का प्रतिनिधित्व करने वाले डेटा के लिए बहुत कम कंप्यूटर संग्रहण की आवश्यकता होती है कोई कम्प्यूटेशनल समस्या नहीं है और कंप्यूटिंग समय में तेज है हर्माइट क्यूबिक स्पाइन बेजियर वक्र है बी स्पाइन वक्र है रेशनल बी स्पलाइन वक्र हर्माइट क्यूबिक स्पलाइन हर्माइट क्यूब स्पिंक वक्रों के अधिक सामान्य रूप हैं जिन्हें एक सेट के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है स्पलाइन एक वक्र की ज्यामिति का एक टुकड़ा करने योग्य पैरामीट्रिक प्रतिनिधित्व है जिसमें पैरामीट्रिक निरंतरता का एक निर्दिष्ट स्तर है इसलिए जब मैंने कहा कि घन यह तीसरे क्रम का है हरमीट क्यूब स्पिंच के प्रत्येक खंड को सी बनाए रखने के लिए पैरामीट्रिक क्यूबिक बहुपद द्वारा अनुमानित किया गया है2 निरंतरता हर्माइट क्यूबिक स्पाइन का पैरामीट्रिक समीकरण निम्नानुसार है विस्तारित रूप में समान समीकरण का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जहाँ u एक पैरामीटर और C हैमैं बहुपद गुणांक हैं इसलिए यदि आप सरल रूप में या बीजीय रूप या लंबे हाथ के रूप में काम करना चाहते हैं तो हम इसे इसके द्वारा ले लेंगे लेकिन कंप्यूटर में हम हमेशा इसे मैट्रिसेस रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और आम तौर पर हरमीट क्यूब स्प्लिन को मैट्रिक्स रूप में व्यक्त किया जाता है बेजियर वक्र इसे मैट्रिक्स रूप में लिखा जा सकता है बेजियर क्रव गुण बेज़ियर वक्र पहले और अंतिम नियंत्रण बिंदु से होकर गुजरता है जबकि यह मध्यवर्ती नियंत्रण बिंदुओं से निकटता बनाए रखता है जैसे संपूर्ण बेज़ियर वक्र एक नियंत्रण बिंदु के उत्तल पतवार के आंतरिक भाग में स्थित है यदि हम नियंत्रण बिंदु को स्थानांतरित करते हैं तो संपूर्ण वक्र चलता है बहुपद समारोह होने के नाते बेजियर वक्र आसानी से गणना की जाती है और असीम रूप से भिन्न होती है यदि बेज़ियर वक्र के नियंत्रण बिंदु बदल दिए जाते हैं तो वक्र अपने आकार को बदले बिना इसी नए समन्वय फ्रेम में चला जाता है तो यह आपको एक सॉफ़्टवेयर से दूसरे सॉफ़्टवेयर में स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता देता है बिना किसी कठिनाई के या आपके पास एक उपयोगकर्ता समन्वय प्रणाली एक विश्व समन्वय प्रणाली है दुनिया से आप उपयोगकर्ता समन्वय प्रणाली में जाते हैं उपयोगकर्ता से आप किसी अन्य उपयोगकर्ता समन्वय प्रणाली में जाते हैं जो भी वस्तु आपने बनाई है वह बिना किसी विरूपण या परिवर्तन के स्थानांतरित हो जाएगी बी स्प्लिन किसी भी डिग्री का हो सकता है लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2 या 3 की डिग्री आमतौर पर पर्याप्त पाई जाती है आप n पर जा सकते हैंवेंडिग्री आपके पास अधिक डेटा होगा जब आपके पास अधिक डेटा होगा तो आपके पास यहां और वहां आने वाली त्रुटियां भी होंगी इसलिए 2 और 3 के साथ रुकना बेहतर है और आप इसे कम्प्यूटेशनल रूप से थोड़ा आसान बनाते हैं तीसरे क्रम के बहुपद समीकरण के लिए डेटा बिंदुओं के 4 सेट की आवश्यकता होती है एक्स के बीच बहुपदमैं और एक्सi 1 के रूप में परिभाषित किया जा सकता है X के मानों को प्रतिस्थापित करनामैं और एक्सi 1 उपरोक्त समीकरण में हम प्राप्त करते हैं और स्थिरांक के लिए हल करते हैं बी स्पाइन वक्र में वक्र की डिग्री चुनने की लचीलापन है नियंत्रण बिंदुओं की संख्या के बावजूद चार नियंत्रण बिंदुओं के साथ क्यूबिक बेजियर वक्र प्राप्त करना संभव है जिसके साथ बी स्पीन वक्र एक रैखिक द्विघात या क्यूबिक वक्र प्राप्त कर सकता है बी स्पलाइन बायस फ़ंक्शंस सम्मिश्रण फ़ंक्शंस का भी उपयोग करती है और समीकरण का प्रपत्र है बी स्लाइन गुण बी स्लाइन वक्र की साजिश को गाँठ मानों की एक सीमा से अधिक यू के मापदंडों को अलग करके किया जाता है गाँठ वेक्टर वक्र में लचीलापन जोड़ता है और इसके आकार का बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है एकता का विभाजन किसी भी गाँठ के लिए सकारात्मकता वक्र नियंत्रण बिंदु के आकार का अनुसरण करता है और नियंत्रण बिंदु के उत्तल पतवार में स्थित होता है पूरे बी स्पाइन वक्र को नियंत्रण बिंदुओं को बदलकर और परिवर्तित बिंदुओं से वक्र को फिर से जोड़कर एक संपन्न रूप दिया जा सकता है ये तटरेखा स्थानीय नियंत्रण प्रदर्शित करती है जो कि बेजियर में नहीं है कैड़ के लिए बी स्पलाइन गुण नियंत्रण बिंदुओं की स्थिति को बदलकर स्थानीय नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है अब आप वक्र को टुकड़े कर रहे हैं और प्रत्येक अलग अलग टुकड़े को घुमा रहे हैं बी स्पाइन वक्र को मजबूत करता है इसकी डिग्री बढ़ाकर जैसा कि बी स्पाइन की डिग्री कम है यह नियंत्रण बहुभुज के करीब हो जाता है यदि k n 1 है तो परिणामस्वरूप बी स्पीन वक्र एक बेजियर वक्र है वह बी स्पाइन वक्र अपने नियंत्रण बिंदुओं के उत्तल पतवार के भीतर समाहित है समन्वय प्रणाली के प्रभावी परिवर्तन से बी स्पाइन वक्र का आकार नहीं बदलता है वक्र की डिग्री को बढ़ाना इसे नियंत्रित करना मुश्किल बनाता है इसलिए क्यूबिक बी स्प्लिन पर्याप्त है जो अधिकांश अनुप्रयोगों को करने के लिए पर्याप्त है तर्कसंगत वक्र एक तर्कसंगत वक्र 2 बहुपद के बीजीय अनुपात का उपयोग करता है ज्यामितीय परिवर्तनों को लागू करने के कारण वे अपने आक्रमण के कारण कैड़ में महत्वपूर्ण हैं द्वारा परिभाषित परिमेय वक्र n 1 अंक द्वारा दिया गया है कहाँ पे एक तर्कसंगत बी स्पलाइन मूल कार्य है और यह इसके द्वारा दिया गया है NURBS समान क्यूबिक बी स्पैन समान लंबाई में परिभाषित पैरामीट्रिक अंतराल के साथ वक्र हैं सबसे आम योजना सभी कैड़ प्रणालियों में इस्तेमाल की जाने वाली योजना गैर समान तर्कसंगत बी स्लाइन है जिससे एक समान वर्दी गाँठ की अनुमति मिलती है इसमें बेज़ियर और बी स्पाइन वक्र दोनों शामिल हैं बी स्पलाइन के तर्कसंगत रूप को इस प्रकार लिखा जा सकता है जहां w i प्रत्येक शीर्ष के लिए वजन कारक है nurbs के उनके पास सभी बी स्पेल सतह क्षमताएं हैं इसके अलावा वे प्रत्येक नियंत्रण बिंदु को एक वजन के साथ जोड़कर बी स्पीन सतहों की सीमा को पार कर लेते हैं NURBS का उपयोग करके बड़ी संख्या में वक्र और सतहों का एक समान प्रतिनिधित्व किया जा सकता है NURBS ज्यामितीय परिवर्तन साथ ही अनुमानों के दौरान अपरिवर्तनीय हैं नियंत्रण अंक और भार में हेरफेर करके NURBS आकार की एक विशाल विविधता को डिजाइन करने के लिए लचीला है NURBS डेटा संरचना में वजन नियंत्रण बिंदुओं से दूर और दूर सतह विक्षेपण की मात्रा निर्धारित करता है यह वक्र बनाने के लिए संभव बनाता है यह सच शंकु वर्गों है शंकुधारी आर्क्स और भाले के आधार पर सतह को NURBS सतह द्वारा सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है इसलिए एनयूआरबीएस का मूल्यांकन काफी तेजी से और संख्यात्मक रूप से स्थिर है  एनयूआरबीएस में उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि गाँठ चौराहा शोधन निष्कासन ऊंचाई की डिग्री बंटवारे आदि उन्हें पूरी डिजाइन प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए आदर्श बनाता है NURBS सतहों को NURBS सतह को ठोस मॉडल से जोड़कर एक मौजूदा ठोस मॉडल में शामिल किया जा सकता है इसलिए यदि आप ठोस सतह पर एक पैक जोड़ना चाहते हैं तो यह संभव है रिवर्स इंजीनियरिंग एनआईआरबीएस सतहों पर भारी रूप से निर्भर है ताकि डिजीटल बिंदुओं को सतहों पर कब्जा किया जा सके तो NURBS के साथ समस्या यह है विश्लेषणात्मक वक्र और सतहों को अतिरिक्त भंडारण की आवश्यकता होती है एनयूआरबीएस पैरामीटरकरण अक्सर भार के अनुचित आवेदन से प्रभावित हो सकता है जिससे सतह के निर्माण में बाद की समस्याएं हो सकती हैं सभी ज्यामितीय पूछताछ तकनीक NURBS के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं जब हम ठोस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो ठोस मॉडल की 6 अलग अलग किस्में हैं सबसे आम एक जो सीमा प्रतिनिधित्व है इसमें ठोस को कई सीमाओं में विभाजित किया गया है तो प्रत्येक सीमा संग्रहीत है 1 सीमा प्रतिनिधित्व ऑब्जेक्ट को एक बंधे हुए चेहरे के माध्यम से दर्शाया जाता है जो इसे संलग्न करता है तो ठोस प्रत्येक सीमा को बांधता है प्रत्येक चेहरे को इसके बाउंडिंग किनारों और कोने द्वारा दर्शाया गया है 2 ठोस ठोस ज्यामिति ऑब्जेक्ट को बूलियन संचालन के एक आदेशित वृक्ष द्वारा दर्शाया गया है गैर टर्मिनल नोड्स नियमित संघ चौराहे या अंतर जैसे बूलियन ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करते हैं टर्मिनल नोड्स एक आदिम ठोस और परिवर्तन डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ठोस को रचनात्मक ठोस ज्यामिति के माध्यम से खींचा जा सकता है यह एक अनूठा तरीका नहीं है एक ठोस का प्रतिनिधित्व करने के लिए बूलियन संचालन का उपयोग करने के कई तरीके हैं 3 सेल अपघटन ऑब्जेक्ट को कोशिकाओं के एक सेट के योग या संघ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें इसे विभाजित किया जाता है असंतुष्ट कोशिकाएं किसी भी आकार और आकार की हो सकती हैं यह प्रतिनिधित्व तकनीक परिमित तत्व मॉडलिंग का आधार है स्थानिक व्यवसाय गणना ऑब्जेक्ट को क्यूबिक डिसऑइंटेड स्पैटियल कोशिकाओं की एक सूची द्वारा दर्शाया जाता है जो इसे व्याप्त करता है यह कोशिका अपघटन का एक विशेष मामला है जहां कोशिकाओं का आकार घनाकार है 5 आदिम संस्थान ऑब्जेक्ट को ठोस आदिम के एक सेट द्वारा दर्शाया जाता है जैसे कि क्यूबॉइड सिलेंडर शंकु आदि प्रत्येक आदिम को आमतौर पर पैरामीट्रिक रूप से परिभाषित किया जाता है और एक अंतरिक्ष में स्थित होता है तो यह आसान हो जाता है एक पैरामीट्रिक रूप में घन का प्रतिनिधित्व करना आसान है 6 व्यापक इसका उपयोग एक ठोस मॉडल बनाने में किया जा सकता है ऑब्जेक्ट को एक वक्र या सतह के साथ कुछ रास्तों पर ले जाकर दर्शाया जाता है निरंतर पार अनुभागीय भागों और सममित भागों को मॉडल करने के लिए यह विधि उपयोगी है तो इन सभी 6 विधियों का उपयोग एक ठोस का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है रचनात्मक ठोस ज्यामिति अन्यथा CSG कहा जाता है सीएसजी एक मॉडलिंग विधि है जो जटिल ठोस पदार्थों को सरल ठोस आदिम की रचनाओं के रूप में परिभाषित करती है सरल ठोस आदिम पहले से ही व्याख्यान में चर्चा कर रहे हैं टर्मिनल नोड्स परिवर्तन के साथ या तो आदिम या आदिम हो सकते हैं गैर टर्मिनल नोड्स या तो बूलियन ऑपरेटर या ठोस वस्तु गति हैं प्रत्येक गैर टर्मिनल नोड पेड़ों में दो ठोस प्राइमिटिव के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है फ़ीचर मान्यता और डिज़ाइन फीचर मान्यता में ज्यामितीय मॉडल से सुविधाओं की पहचान और समूहीकरण शामिल है सुविधाओं की ऐसी परिभाषा को अंतःक्रियात्मक रूप से या स्वचालित रूप से किया जा सकता है इसलिए जैसे ही कैड़ खींचा जाता है फीचर निष्कर्षण किया जाता है आमतौर पर पहचानी गई संस्थाओं को मॉडल से निकाला जाता है और अतिरिक्त इंजीनियरिंग जानकारी जैसे कि सहिष्णुता और गैर ज्यामितीय विशेषताओं को तब फीचर संस्थाओं के साथ जोड़ा जाता है तो आपके पास एक उपयोगकर्ता एक कैड़ सॉफ्टवेयर और एक ज्यामितीय मॉडल है तो सुविधा मान्यता प्रक्रिया का पालन किया जाता है सुविधा निष्कर्षण प्रक्रिया का पालन किया जाता है और फिर आपको जो मिलता है वह एक फीचर मॉडल है तो एक टेम्पलेट है यह जल्दी से सुविधाओं की पहचान करता है और फिर यह करना शुरू कर देता है तो सभी पूर्वनिर्धारित सुविधाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं तो यह उस पल को विभाजित करता है जब यह पूर्ण कैड़ मॉडल को देखता है यह कुछ मॉडल या सुविधाओं में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक विशेषता एक मान्यता है एक है और फिर निष्कर्षण दो है मान्यता और निष्कर्षण यह आगे और पीछे जाता है इसलिए मान्यता सुविधाओं पर आधारित है और टेम्पलेट निकाले जाने वाली प्रक्रियाएं हैं तो हम इसे करते हैं और हमें एक फीचर मॉडल मिलता है सुविधा आधारित डिजाइन सुविधाओं के आधार पर डिज़ाइन या तथाकथित फ़ीचर आधारित डिज़ाइन उत्पाद मॉडलिंग स्तर पर डिज़ाइन प्राइमिटिव्स के रूप में 2 डी या 3 डी सुविधाओं की एक लाइब्रेरी का उपयोग करता है सुविधा का उपयोग डिजाइन और ठोस मॉडल के बीच एक अधिक प्राकृतिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है उदाहरण के लिए मैकेनिकल डिज़ाइन में एक डिज़ाइनर उच्च स्तर की संस्थाओं के साथ सीधे काम कर सकता है जैसे कि पॉकेट से संबंधित निचले स्तर की संस्थाओं के बजाय जिसमें कोने और किनारे आपकी जेब बनाते हैं सुविधा प्रक्रिया योजना के लिए उपयोगी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की क्षमता की अनुमति देती है चूंकि विशेषताएं विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया को दर्शाती हैं वे आश्वस्त करते हैं कि भागों का उत्पादन किया जा सकता है फ़ीचर आधारित डिज़ाइन तो आपके पास कैड़ सॉफ्टवेयर ज्यामितीय मॉडल फीचर मॉडल है तो सुविधा आप इसे फीचर लाइब्रेरी से उठाते हैं एक प्रक्रिया पुस्तकालय है आप इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है सुविधा आधारित डिजाइन फीचर और फीचर रिकग्निशन द्वारा डिजाइन का एकीकरण डिजाइन और विनिर्माण एकीकरण के लिए लागू है मान्यता प्रक्रिया में उपयोगकर्ता भाग के ज्यामितीय मॉडल का निर्माण करता है जिसे फीचर आधारित मॉडल में सफलतापूर्वक मैप किया जाता है फ़ीचर इंटरैक्शन दूसरी ओर इंटरसेक्टिंग फीचर्स पारंपरिक प्रतिनिधित्व पर मौजूद हैं और फीचर ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं मेरे पास एक कप है यह एक इंटरसेक्टिंग सुविधा है जो हैंडल एकीकृत हो रहा है वह प्रतिनिधित्व करता है पारंपरिक अभ्यावेदन सुविधा संचालन में उत्पन्न नहीं होते हैं एल्गोरिदम को इंटरसेक्टिंग और इंटरैक्टिंग दोनों विशेषताओं को निकालने की आवश्यकता होती है लेकिन विभिन्न इनपुट अभ्यावेदन पर संचालित होते हैं जो आज उपलब्ध हैं तो इसके साथ हम फीचर इंटरैक्शन करने की कोशिश करते हैं और फीचर एक्सट्रैक्शन इंटरैक्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है और हम 3 डी ऑब्जेक्ट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं फीचर इंटरैक्शन समस्या को फीचर रिश्तों की समस्या के रूप में माना जा सकता है कोई मौजूदा फीचर मान्यता प्रणाली नहीं है जिसे आज की तरह सभी 3 डी सॉलिड प्राइमिटिव फीचर्स की पहचान मिली अनुभाग का अनुस्मारक उदाहरण के साथ सहभागिता सुविधाओं की समस्या को परिभाषित करता है डिज़ाइन की गई वस्तुओं के निर्माण पर इंटरैक्टिंग सुविधाएँ बहुत सामान्य हैं सुविधा आधारित डिजाइन सुविधाओं द्वारा डिज़ाइन या तथाकथित फ़ीचर आधारित डिज़ाइन उत्पाद मॉडलिंग स्तर पर डिज़ाइन प्राइमिटिव के रूप में 2 डी और 3 डी सुविधाओं के पुस्तकालय का उपयोग करता है इन सुविधाओं का उपयोग डिजाइन और ठोस मॉडल के बीच एक अधिक प्राकृतिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है यांत्रिक डिजाइन में उदाहरण के लिए अगर कोई जेब है तो यह जेब पूरी तरह से अस्तित्व में है बजाय लाइनों और विमानों में विभाजित करने के लिए सुविधा प्रक्रिया योजना के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की क्षमता की अनुमति देती है चूंकि विशेषताएं सरल विनिर्माण प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं वे आश्वासन देते हैं कि पथ का उत्पादन किया जा सकता है तो यह कैसे प्रक्रिया है तो आपके पास अपना कैड़ सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ज्यामितीय मॉडलिंग करते हैं और आपके पास एक फीचर मॉड्यूलर है यह आता है और सुविधाओं का निष्कर्षण करता है और फिर यह उपयोगकर्ता से बात करता है डिजाइनर है तो बस सुविधा को जानकर प्रक्रिया को बाहर निकाला जाता है और आप इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह सुविधा आधारित डिजाइन का एक सरल योजनाबद्ध आरेख है फीचर और फीचर रिकग्निशन द्वारा डिजाइन का एकीकरण डिजाइन और के लिए लागू होता है आज विनिर्माण एकीकरण तो डिजाइन सुविधा एक डिजाइनर एक है सुविधा मान्यता आवेदन एक विनिर्माण है एक उपयोगकर्ता एक संदर्भ निर्भर प्रतिनिधित्व बना सकता है जो कि आवेदन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशिष्ट और सूचनात्मक है मान्यता प्रक्रिया में उपयोगकर्ता आपके हिस्से के ज्यामितीय मॉडल का निर्माण करता है जिसे फीचर आधारित मॉडल में सफलतापूर्वक मैप किया जाता है फ़ीचर की पहचान का उपयोग कैड़ मॉडल से सुविधाओं को सीधे पहचानने के लिए भी किया जाता है एक पथ मॉडल के उच्च स्तर के संस्थानों से एक ज्यामितीय विशेषता प्राप्त करना आसान है जिसमें प्रत्येक सुविधा उनके ठोस शरीर के घटक के साथ जुड़ी हुई है दूसरी ओर ज्यामितीय मॉडल को एक फीचर प्रतिनिधित्व में बदलने के लिए बहुत मुश्किल है इंटरसेक्टिंग सुविधाओं को पारंपरिक अभ्यावेदन पर प्रस्तुत किया जाता है और फीचर ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है अंतर्विरोधी विशेषताएं हमेशा एक चुनौती होती हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक सिलेंडर है आपके पास एक विमान है इसे काटता है और फिर आपको एक दीर्घवृत्त मिलता है और अब अगर यह दीर्घवृत्त किसी अन्य सिलेंडर से जुड़ा हुआ है तो यह एक दिलचस्प विशेषता है इंटरसेक्टिंग सुविधाओं को पारंपरिक प्रतिनिधित्व पर दर्शाया गया है और फीचर ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है ऐसे कई एल्गोरिदम हैं जिनका उपयोग आज प्रतिच्छेदन और अंतःक्रियात्मक दोनों विशेषताओं को निकालने के लिए किया जाता है फीचर इंटरेक्शन प्रक्रिया योजना में एक अलग माध्यम भी लेता है यदि मशीनिंग सुविधाओं के सेट को सही क्रम में नहीं बनाया गया है तो कोई भी सुविधा पहले से ही किसी अन्य सुविधा के साथ बातचीत नहीं कर सकती है इस प्रकार एक गलत भाग उत्पन्न होता है तो अब हम कैड़ से सीएएम के बारे में बात कर रहे हैं ये सभी चीजें तेजी से विनिर्माण कर रही हैं सिर्फ कैड़ करना ही विनिर्माण के लिए मायने नहीं रखता है इसलिए कैड़ करने और डेटा को कैम में बदलने और स्वचालित रूप से करने के लिए मान्यता मॉडल के लिए इन सभी विशेषताओं की आवश्यकता होती है फीचर इंटरैक्शन समस्या को फीचर रिश्तों की समस्या के रूप में माना जा सकता है कोई मौजूदा फीचर मान्यता प्रणाली नहीं है जो सभी प्रकार के 3 डी सॉलिड फीचर प्रिमिटिव और उनके विभिन्न इंटरेक्टिंग कॉम्बिनेशन को पहचान सके इस खंड का अनुस्मारक एक उदाहरण के साथ सुविधाओं को प्रतिच्छेद करने की समस्या को परिभाषित करता है इंटरेक्टिंग फीचर्स बहुत सामान्य या मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ऑब्जेक्ट हैं इस व्याख्यान में हमने जो कुछ देखा वह था कैड़ और सीएएम के कार्य क्या हैं कैड़ सीएएम मानक क्या हैं ज्यामितीय मॉडलिंग के कार्य क्या हैं सिंथेटिक वक्र बेज़ियर बी स्पलाइन और एनयूआरबीएस का महत्व बाधा आधारित मॉडलिंग को परिभाषित करें सीएसजी की व्याख्या करें फीचर की पहचान को परिभाषित करें और इसकी प्रक्रिया की व्याख्या करें सुविधाओं द्वारा डिजाइन को परिभाषित करें और इसकी प्रक्रिया की व्याख्या करें फीचर इंटरैक्शन क्या है इसलिए ये विषय हैं हमने कैड़ के इस व्याख्यान में देखा यदि कैड़ मौजूद नहीं है तो कैम मौजूद नहीं है यदि सीएएम मौजूद नहीं है तो तेजी से निर्माण मौजूद नहीं है ये सभी चीजें कैड़ से आती हैं इसलिए यदि आप कैड़ का ठीक से प्रतिनिधित्व करना जानते हैं तो अगले चरण का ध्यान रखा जाता है कैड़ में आपके पास ज्यामितीय सरल ज्यामितीय और जटिल है आपके पास विश्लेषणात्मक सतह और मुक्त रूप सतह या सिंथेटिक सतह हैं तो विश्लेषणात्मक सतहों में पैरामीट्रिक रूपों को किया जा सकता है सिंथेटिक सतहों में आपको वक्र जैसी सुविधाओं पर काम करना होगा तो ये कर्व्स B spline Bezier NURBS हैं इन सभी अभ्यावेदन का उपयोग आपको सिंथेटिक कर्व्स का उपयोग करके एक फ़्रीफ़ॉर्म सतह विकसित करने के लिए करना है अब तक हम केवल एक ही वक्र के बारे में बात कर रहे थे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा वक्र है और हम इसे कई छोटे वक्रों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक वक्र की त्रिज्या बदल रही है फिर प्रत्येक वक्र में निरंतरता और नियंत्रण बिंदुओं की निरंतरता और नियंत्रण की चिकनाई एक चुनौती है फिर हम इसे अगले स्तर पर ले गए हैं सुविधा पहचान आज शहर की बात है कैड़ के माध्यम से सुविधा मान्यता एक विवरण का निष्कर्षण है दूसरा इंटरैक्शन है या जब विवरण का एक चौराहा है तो आप उन सुविधाओं को कैसे निकालते हैं इस व्याख्यान में हमने यही देखा